एनपीटीईएल एनपीटीईएल ऑनलाइन प्रमाणन पाठ्यक्रम एनपीटीईएल ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कोर्स लैंगिक न्याय एवं कार्यस्थल सुरक्षा पर पाठ्यक्रम कोर्स ऑन जेंडर जस्टिस एंड वर्कप्लेस सिक्योरिटी प्रोदीपा दुबे द्वारा राजीव गांधी बौद्धिक संपदा कानून विद्यालय राजीव गांधी स्कूल ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आई आई टी खड़गपुर व्याख्यान 04 लैंगिक न्याय जेंडर जस्टिस का परिचय जारी Contd नमस्कार प्यारे छात्रों हम लैंगिक न्याय की अवधारणा पर चर्चा कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में हम यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वर्षों से भारतीय समाज में महिलाओं की हैसियत और स्थिति क्या है स्लाइड समय संदर्भ 0041 हमने पहले जो कहा था वह यह है कि यदि कोई वैदिक काल के शुरुआती दिनों से देखता है तो कोई महिलाओं की स्थिति में बदलाव को देखता है परवर्ती वैदिक काल में शुरू में इसे लिंगों की समानता की धारणा के साथ शुरू किया गया था और विशेष रूप से मध्ययुगीन काल में महिलाओं के अधिकारों को सबसे बड़ा झटका लगा विभिन्न प्रकार के बुराइयों के प्रणाली में प्रवेश करने के साथ और महिलाएं इनकी शिकार हुई वस्तुतः विभिन्न बुराइयों ने परदे के रूप में सती के रूप में बाल विवाह के रूप में देवदासी प्रथा के रूप में कन्या भ्रूण हत्या के रूप में भारतीय समाज में प्रवेश किया और इन सभी में महिलाएं ही पूरी प्रक्रिया में इसका शिकार बनीं पुरुषों ने सुरक्षा की स्थिति श्रेष्ठता और प्रभुत्व की स्थिति का आनंद लेना जारी रखा और उन्होंने महिला वर्ग पर अपना नियंत्रण और पकड़ बनाए रखी अपने अधीन करके और उन्हें समाज में विभिन्न प्रकार के उल्लंघनों के लिए छोड़कर कुछ हद तक यह स्थिति अंग्रेजों के आने के साथ बदल गई और नए रूपों में समानता स्वतंत्रता की अवधारणा निर्धारित होने लगी या समाज में फैल गई और कई ब्रिटिश कानूनों ने समाज में व्याप्त विभिन्न प्रकार की बुराइयों को खत्म करने की कोशिश की और परिवर्तन का आधार शुरू किया गया था एक बार जब भारत स्वतंत्र हो गया तो वह स्थिति कहीं अलग थी हमारे अपने कानूनी ढांचे के साथ जो पुराना था और जो उस आधार को स्थापित करने के लिए आया था जिस पर देश के लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना था इसलिए हमारे पास भारतीय संविधान है जो समानता स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को सुनिश्चित करता है इसलिए संविधान उस ढाँचे को निर्धारित करने की कोशिश करता है जिस पर लिंगों की समानता पर जोर दिया जा सकता है ताकि सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त किया जा सके महिलाओं को अवसर प्रदान किए जा सकें और यह सुनिश्चित करना कि उनके हित कानून द्वारा सुसंरक्षित हैं तो महिलाओं की हैसियत पर यह समिति थी जिसे 1971 में स्थापित किया गया था और जो समाज में महिलाओं की स्थिति की जाँच पड़ताल करती थी और यह निष्कर्ष निकाला कि भले ही वे अधिकार और अवसर संविधान द्वारा निर्धारित किए गए हों लेकिन यह उन उपलब्धियों के संदर्भ में जो हमारे पास हैं वास्तविकता से बहुत दूर है और पूरी प्रक्रिया में बहुत कुछ किया जाना बाकी है स्लाइड समय संदर्भ 0427 अब वर्षों से महिलाओं की इस स्थिति का लगातार अध्ययन और विश्लेषण किया गया है और हमने हर स्थिति में यह समझने की कोशिश की है कि वास्तव में महिलाओं की स्थिति क्या है इसलिए हम जो तथ्य और आंकड़े हैं इसपर गौर करें तो ये तथ्य और आंकड़े कुछ हद तक भिन्न हो सकते हैं लेकिन ये बड़े पैमाने पर कुछ सेंसर हैं और एनएसएसओ के आंकड़े हैं जो वहां हैं और जो यह दिखाते हैं कि महिलाएं अब कहां हैं इसलिए लिंगानुपात या लैंगिकरचना के संबंध में हमारे पास 933 महिलाओं के मुकाबले हजार पुरुष हैं जबकि साक्षरता दर के संबंध में यह 757 पुरुषों के मुकाबले 537 महिलाएं हैं आर्थिक भागीदारी के संबंध में यह 51 पुरुषों के मुकाबले 25 महिलाएं हैं अगर कोई मुख्य कामगारों के संबंध में देखता है तो आप पाएंगे कि मुख्य रूप से यह 767 पुरुषों के मुकाबले 233 महिलाएं हैं और जहां यह महिलाओं के लिए है अधिकांश रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में खेती और सांस्कृतिक श्रम क्षेत्र में है स्वास्थ्य के लिहाज से अगर कोई शिशु मृत्यु दर को देखता है तो यह महिलाओं के लिए 39 और पुरुषों के लिए 42 और मातृ मृत्यु दर 2010 और 2012 में 178 है स्लाइड समय संदर्भ 0635 इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ शहरी क्षेत्र में भी पुरुषों और महिलाओं की दैनिक मजदूरी पर ध्यान दिया जा सकता है तो वहां भी हमारा अंतर है कि ग्रामीण क्षेत्र में यह 322 के मुकाबले 201है जबकि शहरी क्षेत्र में यह 469 है 366 के मुकाबले कैजुअल वर्करों में भी बहुत अंतर है ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बहुत अंतर है सिर्फ निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी की समझ होने के लिए विशेषकर राजनीति में आप देखे तो लोक सभा में निर्वाचित 62 महिलाएं हैं जो इसे 114 बनाता है और राज्यसभा में 119 महिलाएं हैं 8 राज्य विधान सभाओं में है और 4 राज्य परिषद में है न्यायपालिका में भागीदारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट में 30 में से 2 न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट में 609 में से 58 जज अब अगर कोई इन मापदंडों को देखता है तो कोई भी यह समझ सकता है कि क्या समानता अभी भी एक मिथक है जब इसका सरोकार महिलाओं से है इसलिए यदि कोई लिंग संरचना को इस संबंध में देखता है तो 933 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के मुकाबले एक अंतर है जो वहां मौजूद है और शायद इसके निशान लड़के को प्राथमिकता दिए जाने में मिलते हैं जिसका संबंध समाज में पुरुषों की तुलना में जन्म लेने वाली महिलाओं की संख्या से बहुत कुछ है एक साल पहले उत्तर भारत के एक राज्य के एक गाँव के संबंध में एक समाचार रिपोर्ट आई थी जिसमें शायद दो दशक या उससे अधिक समय से एक भी बच्ची का जन्म नहीं हुआ था इसका प्राकृतिक प्रक्रिया से कोई लेना देना नहीं है बल्कि एक कृत्रिम प्रक्रिया जहां जानबूझकर और इच्छा पूर्वक बालिका को जन्म से पहले ही मार दिया जाता है अतःयह समाज में लिंग संरचना को प्रभावित करती है साक्षरता दर के संबंध में जहां यह पुरुषों और महिलाओं को दी गई शिक्षा और शैक्षिक अवसरों में प्रतिबिंबित होती है एक अंतर यह है कि हम 53 को 73 की तुलना में देखते हैं इसलिए शिक्षित पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में बहुत अधिक है और वहाँ अंतर है जो मौजूद हैं आर्थिक रोजगार के अवसरों में पुरुष श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है महिला कामगारों की तुलना में और यदि हमारे पास महिला कामगार हैं जो कि बहुत कम हैं अधिकांशतःकृषि क्षेत्र में हैं तो यह वह परिवार है और जिस परिवार में महिला कार्यरत है और उस परिवार की भूमि है और वह अपनी खुद की ज़मीन में ही कृषि में कार्यरत है ज्यादातर स्थितियों में वह एक गृह श्रमिक है और गृह कार्य वास्तव में नहीं माना जाता है जब महिलाओं के काम के संबंध में आर्थिक आंकड़ों पर विचार करने की बात आती है तो यह एक ऐसा क्षेत्र है जो बिल्कुल उपेक्षित है अब मजदूरी के संबंध में जो पुरुषों और महिलाओं को दी जाती हैं हम सभी जानते हैं कि एक समान पारिश्रमिक अधिनियम है जो पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान पारिश्रमिक की बात करता है इस संबंध में कोई अंतर या भेदभाव नहीं हो सकता है आप जानते है लेकिन अगर कोई सेक्टरों में देखें तो हर स्थिति में एक अंतर मिलेगा जो वेतन संरचना में प्रिय है जो एक पुरुष और एक महिला के लिए मौजूद है इसलिए कहीं न कहीं एक पुरुष को एक महिला की तुलना में बहुत अधिक भुगतान किया गया है और यह आंकड़े आकस्मिक श्रमिकों और अन्य श्रमिकों के संबंध में बताते हैं कि एक अंतर न केवल ग्रामीण स्तर पर बल्कि शहरी स्तर पर भी मौजूद है और पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता की स्थिति पर आगे जोर देने के लिए एक राजनीतिक भागीदारी में देख सकते हैं और एक अन्य क्षेत्र न्यायिक सेटअप में महिलाओं की संख्या है जो यह दर्शाता है कि अंतरकी स्थिति में और विशेष रूप से राजनीतिक क्षेत्र में कितनी महिलाएं हैं हम पुरुष विधायकों की तुलना में बहुत कम संख्या में महिला विधायक हैं चाहे वह लोकसभा हो या यह राज्यसभा की संख्या बहुत खराब है महिलाओं के स्थान के संबंध में जो उनकी है और न्यायिक सेटअप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व समान रूप से दयनीय है पिछले 50 से भी अधिक वर्षों में बहुत थोड़ी न्यायाधीश महिलाएं हैं और दूसरी हैं इसलिए यह 30 में से सिर्फ 2 हैं या 609 में से 58 हैं इसलिए ये इनमें से कुछ आँकड़े हैं जो महिलाओं और समाज में हीन स्थिति को दर्शाने के लिए चलते हैं और इसलिए आप जानते हैं कि स्वतंत्रता और 1950 के बाद भी जब हमारे पास भारतीय संविधान था जिसने समानता स्वतंत्रता न्याय के सिद्धांतों की स्थापना की थी वर्षों से समानता की अवधारणा अभी भी दूर का सपना है और भले ही हर रोज उस प्रभाव की दिशा में एक प्रयास किया जा रहा हो लेकिन पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए आंकड़ों को बराबर लाने के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है संदर्भसमय को देखें 1359 अब एक और क्षेत्र जिसके माध्यम से कोई भी वास्तव में महिलाओं की स्थिति को समझ सकता है हिंसा के मुद्दे पर है और हिंसा के इस मुद्दे में मैंने सिर्फ कुछ अपराधों का उदाहरण लिया है जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हैं और मैंने इस मुद्दे पर कुछ अपराध लिए हैं उनमें बलात्कार महिलाओं का अपहरण दहेज हत्या क्रूरता और हमला ये सभी अपराध हैं जो भारतीय दंड संहिता 1860 में उल्लिखित हैं और ये ऐसे अपराध हैं जो विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ हैं और वर्षों से इन प्रत्येक अपराधों की बढ़ती हुई संख्या एक चीज है जो चौंकाने वाली है कई कानून कई न्यायिक फैसलों और समाज में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा की कहीं न कहीं रोकथाम के लिए की गई कई सरकारी पहल के बावजूद दुर्भाग्य से वर्षों में संख्या केवल बढ़ी है और आज एक महिला चाहे वह घर में हो या कार्यस्थल पर या सड़कों पर या आप जानते हैं कुछ और जगह में सुरक्षित नहीं है एक अर्थ में हर जगह वह कुछ प्रकार की हिंसा का शिकार हो सकती है इसलिए पिछले कुछ वर्षों में हमारे पास कई मामले हैं जिसमें बलात्कार अपहरण महिलाओं को भगा ले जाना और अनेक महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया जा रहा है जो बीपीओ और आईटी कंपनियों की कर्मचारी थीं इसलिए प्रत्येक समय पर उसे विभिन्न प्रकार की हिंसा के अधीन किया जाता है और यह समाज में महिलाओं की स्थिति का एक प्रतिबिंब है कि क्या घर या बाहर समाज या राज्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असमर्थ है इसलिए यदि हम बदलते आंकड़ों को देखें तो बलात्कार के अपराध में पिछले कुछ वर्षों में 2010 से 2014 तक के पाँच वर्षों के आंकड़े कहीं न कहीं 22000 से बढ़कर 36000 हो गए हैं ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े हैं और इसलिए वे बताते हैं कि देश भर में उदाहरणों में केवल वृद्धि हुई है और इसी तरह से महिलाओं का अपहरण महिलाओं को भगा ले जाने में 29000 से बढ़कर 57000तक हो गया है दहेज के उदाहरण कहीं और ही हैंबहुत कड़े कानून अस्तित्व में होने के बावजूद लेकिन इसके बावजूद कि कुछ 8300 मामलों से 84000 मामले 2014 में महिलाओं के खिलाफ क्रूरता का मुद्दा फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है घरेलू हिंसा के संबंध में महिलाओं के मामलों के खिलाफ अपराध के मामलों के रूप में 2010 में 94000 से 2014 में 122000 तक यह उच्च था और इसी तरह महिलाओं के साथ मार पीट के मामलो में यह 40000 से 82000 तक हैं इसलिए यह महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों का मामला है और स्थिति है के जो दिखाता है कि न केवल अन्य पहलुओं के संबंध में चाहे स्वास्थ्य के संबंध में हो या शिक्षा आदि के संबंध में हो जहां बालिका या महिला पीड़ित है लेकिन समाज के संबंध में महिलाओं के खिलाफ एक लिंग विशेष हिंसा करने के साथ ही वहाँ भी महिलाएं प्रमुख शिकार बन जाती हैं स्लाइड समय संदर्भ 1827 और इसलिए विभिन्न मुद्दों पर जो सेक्स चयन और जन्म जल्दी विवाह उपेक्षा महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार पूर्वाग्रह और भेदभाव पूर्ण प्रथाएं शिक्षा के मामलों में स्वायत्तता की कमी स्वास्थ्य पोषण प्रजनन स्वास्थ्य विवाह रोजगार सभी क्षेत्रों में जो कोई पा सकता है वह लिंग भेदभाव का एक गंभीर मुद्दा है और वे लैंगिक असमानता के परिणाम में है जो समाज में मौजूद है स्लाइड समय संदर्भ 1903 तो इसलिए एक बार जब हमने मौजूदा असमानताओं और भेदभाव पूर्ण प्रथाओं के इस पहलू को समझ लिया है जो समाज में विद्यमान हैं हम समझ सकते हैं या समझना शुरू कर सकते हैं कि लैंगिक न्याय क्या है अब लैंगिक न्याय की अवधारणा के उस मामले के लिए एक परिभाषा देना बहुत कठिन है लेकिन यह मूल रूप से क्या है लैंगिक न्याय की अवधारणा की धारणा क्या है जैसा कि हम समझते हैं कि न्याय कहीं न कहीं समानता की निष्पक्षता पूर्वाग्रहों की अनुपस्थिति भेदभाव की अनुपस्थिति के रूप में दर्शाता है इसलिए लैंगिक न्याय मूल रूप से पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद असमानताओं को समाप्त करने का प्रयास करता है और फिर ये असमानताएं समाज के हर स्तर पर पैदा होती हैं और फिर से पैदा होती हैं क्या परिवार समुदाय बाज़ार या राज्य कोई किसी भी स्तर पर देखता है वह पाता है कि असमानता के विभिन्न प्रकार हैं जो मौजूदा हैं और लैंगिक न्याय की अवधारणा वास्तव में उस असमानता को दूर करने का प्रयास करती है जो इस समाज में विद्यमान है इसका अर्थ यह भी है कि किसी को भी न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता या भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी की लैंगिकता के लिए यहाँ किसी की लैंगिकता का मतलब उसके सेक्स से है केवल इसलिए जब हम लैंगिक न्याय की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि केवल समानता ही नहीं होनी चाहिए बल्कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी व्यक्ति के अधिकारों का खंडन और किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर इस तरह का इनकार ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए सिर्फ इसलिए कि कोई महिला है किसी को कुछ खास बात से इनकार नहीं किया जा सकता है इसलिए लिंग न्याय की अवधारणा संकेत देने की कोशिश करती है या इस धारणा को स्थापित करने के लिए कोशिश करती है कि इस तरह का इनकार या इस तरह का भेदभाव बुरा है और इसे समाज में अनुमति नहीं दी जा सकती है अब यह भी आवश्यक है कि न्याय से आर्थिक नीति बनाने तक की मुख्यधारा के संस्थान अन्याय और भेदभाव से निपटने के लिए जवाबदेह हों यह बहुत से लोगों या बहुत सी महिलाओं को गरीब और बहिष्कृत रखता है इसलिए अब समाज में विद्यमान असमानता को समाप्त करने या इस भेदभाव पूर्ण प्रथाओं को समाप्त करने की जिम्मेदारी राज्य की है और इस राज्य की सभी संस्थाओं को इस समस्या से निपटने में सक्षम होना चाहिए जो वहां है और उन्हें यह देखना होगा कि अधिक से अधिक महिलाएं प्रक्रिया का हिस्सा हैं और वे निर्णय लेने में प्रभाव बनाने में सक्षम हैं और महिलाओं के लिए यह अधिकार के क्षेत्र में प्रभाव बनाने में सक्षम हैं तो इसलिए विभिन्न संस्थागत निकायों से जो उनकी महिलाएं हैं जिन महिलाओं को बाहर रखा गया है जो उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया है उन्हें इसका एक हिस्सा होना चाहिए और उन्हें उस प्रणाली में एकीकृत किया जाना चाहिए जिससे मौजूदा अन्याय में मौजूद असमानता में मौजूद भेदभावपूर्ण व्यवहार हो सकता है दूर किया जा सके इसलिए लैँगिक न्याय एक प्रकार की धारणा है जो वर्तमान समय में विकसित हुई है जो समाज में विद्यमान असमानता के इस मुद्दे को दूर करने की कोशिश करती है और यह दूर करने की कोशिश करती है जो असमानताओं और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के साधन हो सकते हैं अब इस लैँगिक न्याय को संयुक्त राष्ट्र का सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स में से एक के रूप में पहचाना गया स्लाइड समय संदर्भ 2337 जिसने लैंगिक न्याय प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य किया जाना है किया है अब यह अधिक आसानी से कहा जा सकता है कि असमानता या भेदभावपूर्ण प्रथाओं को दूर किया जाना चाहिए महिलाओं को केवल अधिकारों या न्याय से इंकार नहीं किया जाना चाहिए केवल या केवल सेक्स के आधार पर आप जानते हैं कि यह कुछ ऐसा है जो वर्षों से केवल राज्य ही इस के खिलाफ लड़ने का प्रयास करता है और इसने कुछ प्रगति की है हालांकि पूरी तरह से नहीं तो किस तरीके से हम संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित की गई कुंजी के रूप में लैंगिक न्याय कैसे प्राप्त कर सकते हैं अब यह समझा जाए कि इस पूरी प्रक्रिया में महिलाओं को इस पूरी प्रक्रिया का एक हिस्सा बनना होगा निर्णय लेने की प्रक्रिया में उन्हें महत्वपूर्ण होना चाहिए और यह राज्य की जिम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि महिलाओं को अधिकार प्राप्त हों और यह सुनिश्चित किया जाए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा कहीं न कहीं बंद हो जाए इसलिए यूनाइटेड नेशन द्वारा निर्धारित कुछ मुद्दों में से कुछ में महिलाओं के अनुकूल सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार करना शामिल है अब इसका मतलब है कि महिलाओं और लड़कियों के शिक्षा और स्वास्थ्य और भोजन के अधिकारों को पूरा करना अगली गारंटी महिलाओं के लिए भूमि और नौकरियों की आर्थिक संपत्तियों तक पहुँच निर्णय लेने में महिलाओं की आवाज़ बढ़ाने के माध्यम से और सभ्य आजीविका का अधिकार सुनिश्चित करने समाज में महिलाओं की पूर्ण भागीदारी घरों में स्वायत्तता से लेकर समुदाय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी राजनीतिक प्रक्रियाओं में आवाज़ उठाना और महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करना कई महिलाओं और लड़कियों को दैनिक जीवन में ऐसी हिंसा का सामना करना पड़ता है जो उनके अवसरों और उनकी गतिशीलता को प्रभावित करती है और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करती है इसलिए यह आवश्यक है कि शिक्षा स्वास्थ्य और भोजन की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के संबंध में महिलाओं के अधिकारों को बरकरार रखा जाना चाहिए उनकी उचित आजीविका के अधिकार को बरकरार रखा जाय उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाना चाहिए जिससे पूरी प्रक्रिया में उनकी आवाज़ पूरी तरह से सुनी जाती है और उनके मुद्दों को पूरी तरह से संबोधित किया जाता है और अंत में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा के मुद्दों को संबोधित किया जाना चाहिए स्लाइड समय संदर्भ 2649 इसलिए जब हम लैंगिक न्याय कहते हैं तो इसके दो पहलू हैं अधिकारों का पहलू और महिलाओं के खिलाफ हिंसा का पहलू जब हम अधिकारों की बात करते हैं तो शिक्षा संबंधी अधिकार रोजगार संबंधी अधिकार आर्थिक संसाधनों के स्वास्थ्य के संबंध में राजनीतिक भागीदारी के संबंध मेंऔर निर्णय लेने की प्रक्रिया में सभी स्तरों पर भागीदारी इन सभी अधिकारों को महिलाओं के संबंध में सुनिश्चित किया जाना चाहिए और जब हिंसा की बात आती है तो लिंग विशेष की हिंसा पर कहीं न कहीं अंकुश लगाया जाना चाहिए या यह देखा जाता है कि महिलाएँ और बालिकाएँ इस तरह की हिंसा का अधिक शिकार नहीं बनती हैं इसलिए लैंगिक न्याय की उपलब्धि में महिलाओं को ऐसे उल्लंघनों से बचाना आवश्यक है जो परिवारों में होते हैं जो समाज में होते हैंअधिकारों के सम्बन्ध में साथ ही साथ महिलाओं को हिंसा के विभिन्न रूपों से बचाने के लिए जो मौजूदा सामाजिक मानदंडों या सामाजिक मान्यताओं और मूल्यों के परिणामस्वरूप समाज में व्याप्त हैं स्लाइड समय संदर्भ 2811 इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि इन्हें तोड़ना चाहिएबाधाओं को तोड़ना चाहिए महिलाओं की क्षमताओं का मौजूदा सामाजिक मानदंडों सामाजिक मान्यताओं पर निर्णय नहीं किया जाना चाहिए किंतु एक उपयुक्त मूल्य और समाज में उसकी जगह की पहचान होनी चाहिए जिससे वह सभी मुद्दों और मामलों में पुरुष के बराबर देखी जाती है इसलिए यह लैंगिक समानता की अवधारणा है जिसे हम लाने की कोशिश कर रहे हैं और जहां बहुत सारे चुनौती पूर्ण सिद्धांत शामिल हैं